ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन I पार्ट 9 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

इस उद्देश्य के लिए हम इस प्रकार के यांत्रिक एलिमेंट का उपयोग करते हैं l तो यह थोड़ा मजबूत हो जाता है l आमतौर पर हमारे पास यहां पर बाउल्स होते हैं यह पेंच किया जाता है l तो यह वस्तु को टॉप या इसकी बॉटम साइड कसता हुआ होगा

इस चाप की त्रिज्या 10 दी हुई है l इसलिए इस चाप को किसी को जोड़ना होता है lइसलिए जैसे ही उस त्रिज्या को इस बिंदु से चाप 10 हम फिक्स करते हैं हम जानते हैं कि चाप का केंद्र है इसके बाद इसी केंद्र का उपयोग करते हुए त्रिज्या से जोड़ देते हैं l इस बिंदु को लोकेट करते हैं एक और चाप को ड्रॉ करते हैं l इस तरीके से हम साइड व्यू का निर्माण कर सकते हैं l आइए अब हम इस थोड़े से जटिल ऑब्जेक्ट को देखते हैं l यह तीन आयामी चीज जिसको हम बनाना चाहते हैं यदि डाइमेंशंस दी हुई है l इसलिए यदि हम इसे देख रहे हैं l यदि यह तृतीय कोण प्रक्षेपण या प्रथम कोण प्रक्षेपण है जो चीज हम देखेंगे वह कुछ एक फ्रंट व्यू यहां होना चाहिए टॉप व्यू कुछ इस प्रकार का साइड व्यू कुछ इस प्रकार का होना चाहिए l यहां प्रथम कोण प्रक्षेपण के लिए यदि पहले वाले को देखकर आप कहते हैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमारे पास फ्रंट व्यू के आगे एक साइड व्यू होगा l अब वास्तव में हमारे पास यह साइड व्यू कहां है

इसलिए इस प्लेन पर हम ग्रुव को इस तरीके से देखेंगे l इसलिए यह तरीका है जिससे हम दिए हुए 3D ऑब्जेक्ट के आइसोमेट्रिक व्यू के लिए प्रोजेक्शन का अनुमान लगाते हैं और अगली कक्षा से ही हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में और अधिक विवरण जैसे रेखाएं प्लेन और दूसरी चीजों को देखेंगे और यह भाग एक अलग मॉड्यूल में होगा l आपका बहुत बहुत धन्यवाद l